हेलो स्टूडेंट्स इस कक्षा में स्वागत है पिछले व्याख्यायन तक हमने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शनस की परिभाषा व उनसे जुड़े कुछ गुणधर्म पढ़ें उदाहरण के तौर पर यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो वह रीमान इंटीग्रेबल होगा यदि यह मोनोटॉनिक है भले मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग तो ऐसी स्थिति में यह दिए गए अंतराल पर रीमान इंटीग्रेबल होगा हमने फंडामेंटल थ्योरम आफ इंटीग्रल कैलकुलस की परिभाषा पढ़ी व प्रथम मीन वैल्यू थ्योरम तथा द्वीतीय मीन वैल्यू थ्योरम की परिभाषा या कथन भी पढा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की थ्योरी बहुत बड़ी है किंतु मैंने उसे छोटे रूप में आपको बताने की कोशिश की तो अब पिछली कक्षाओं में पढी थ्योरमस की थ्योरी के उपयोग से हम कुछ उदाहरण करेंगे और हम यह देखेंगे कि कैसे हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं और हम किस प्रकार से दिए गए फंक्शन का अपर इंटीग्रल सम तथा लोअर इंटीग्रल सम ज्ञात कर सकते हैं तो आज का व्याख्यायन पूरी तरह से रीमान इंटीग्रेशन के उदाहरणों पर होगा तो मैं शुरू करता हूँ हमारा प्रथम उदाहरण इंटीग्रल 01xdx का लेगे हम इस इंटीग्रल की गणना करेगे और इसके लिए 01 पर अपर इंटीग्रल सम तथा लोअर इंटीग्रल सम ज्ञात करेंगे जिसके लिए हम इसे 3 उप अंतरलों में विभाजित करेंगे जिसका अर्थ है हमारे पार्टीशन में चार बिंदु होंगे जिनसे 3 उप अंतरलों का निर्माण होगा अब यह स्पष्ट है कि यदि आप अंतराल 0 1 को 3 उप अंतरलों में विभाजित करेंगे तो आपके विभाजन बिंदु 01323 तथा 33 अर्थात 1 होगा तो माना कि P 01 का पार्टीशन इस प्रकार है कि P 01323 और 33 अर्थात 1 है तो उप अंतराल 013 1323 और 231 होंगे अब यदि हम अपर इंटीग्रल सम तथा लोअर इंटीग्रल सम की परिभाषा पर ध्यान दें जो कि मूलतः UPf तथा LPf है तो अपर इंटीग्रल सम UPf इस तरह के एक सूत्र r1nMr द्वारा दिया जाएगा क्योंकि इस उदाहरण में n का मान उप अंतरालो की संख्या हैं और हमारी स्थिति मे n का मान 3 है क्योंकि हमारे पास 3 उप अंतराल है तो r13Mr हमारा अपर इंटीग्रल सम हुआ और हमारा लोअर इंटीग्रल सम LPf r1nmr जहां n का मान 3 है तो हम n3 इसमें रखेंगे ध्यान दें कि Mr तथा mr फंक्शन f x के प्रत्येक उप अंतराल में सुप्रीमम तथा इनफीमम अथवा अपर बाउंड तथा लोअर बाउंड हैं तो हम इन्हें समीकरण 1 व समीकरण 2 अंकित करते हैं तो आगे हमें प्रत्येक उप अंतराल में अपर बाउंड निकालना होगा हमारे पास है 𝑓𝑥 𝑥 और यहां से हमारे 𝑀1 का मान 13 हुआ क्योंकि 𝑓𝑥 𝑥 अंतराल 01 पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है अतः फंक्शन का अधिकतम मान बिंदु 13 पर मिलेगा और अन्य सभी बिन्दुओ x0 पर फंक्शन का न्यूनतम मान होगा ओर इसी प्रकार अतः फंक्शन 𝑓𝑥 𝑥 का अधिकतम मान बिंदु 𝑥 13 होगा अतः 13 पर अधिकतम मान अथवा फंक्शन का अपर बाउंड होगा जो कि 13 है आगे हम 𝑀2 का मान निकाल सकते हैं 𝑀2 भी अंत सिरे के बिंदु 23 पर ही प्राप्त होगा तो यह 23 पर मिलेगा क्योंकि हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बिंदु बढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में अधिकतम मान अथवा अपर बाउंड इस अंत सिरे के बिंदु पर होगा तो हम अधिकतम मान 𝑓 ज्ञात कर सकते हैं और 𝑓 23 ही होगा और 𝑀3 फंक्शन का अधिकतम मान है जो कि फिर से x1 पर मिलेगा अतः 𝑓 जो 1 होगा इसी प्रकार से हम 𝑚1 ज्ञात कर सकते हैं तो इसी प्रकार से 𝑚1x0 पर न्यूनतम मान के बराबर होता है क्योंकि इस अंतराल में न्यूनतम मान अथवा लोअर बाउंड x0 पर होता हैं तो हम लिख सकते हैं f f का मान 0 है इसी प्रकार से हम 𝑚2 का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि न्यूनतम मान अथवा लोअर बाउंड है तो यह कहाँ होगा इसके लिए हम स्लाइड पर वापस देखते हैं तो फंक्शन f का लोअर बाउंड अंतराल में बिंदु 𝑥 13 पर मिलेगा तो हम 𝑥 13 पर लोअर बाउंड ज्ञात कर सकते हैं जो कि 13 होगा और 𝑚3 फंक्शन f का अंतराल 23 1 पर लोअर बाउंड होगा अतः यह x 23 पर मिलेगा जो कि मूलतः 23 होगा तो अब जब हमारे पास सूत्र के लिए सब कुछ आ गया है हम 𝑥1 − 𝑥0 ज्ञात करते हैं तो 𝑥1 − 𝑥0 का मान है 13 − 0 जो कि 13 हुआ इसी प्रकार से 𝑥2 − 𝑥1 होगा 23 − 13 जो कि पुनः 13 हुआ और 𝑥3 − 𝑥2 होगा 1 23 जो कि 13 होगा तो क्योंकि हमने अंतराल को 3 समान भागों में विभाजित किया है तो यह स्पष्ट है यह मूलतः प्रत्येक उप अंतरल की लंबाई हैं और यह स्पष्ट हैं कि यदि आपने अंतराल को तीन समान भागों में विभाजित किया हैं तो इन तीनों उप अंतरलों की लंबाई बराबर होगी जो कि इस स्थिति में 13 है क्योंकि आपका अंतराल 01 है इसलिए हमें मिलता है 𝑥1 − 𝑥0 13 𝑥2 − 𝑥1 13 और𝑥3 − 𝑥2 13 तो अब हम अपर इंटीग्रल सम निकालने के लिए तैयार हैं तो अपर इंटीग्रल सम r13Mr है तो यदि हम ऊपर निकाले हुए मान प्रतिस्थापित करें तो पहले हम इस योग को विस्तृत करते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें 𝑀1𝑥1 − 𝑥0 𝑀2𝑥2 − 𝑥1 𝑀3𝑥3 − 𝑥2 प्राप्त होता है यहां पर हमारा M1 का मान 13 है व 𝑥1 − 𝑥0 का मान13 है M2 का मान 23 है व 𝑥2 − 𝑥1 पुनः 13 है फिर M3 का मान 1 व 𝑥3 − 𝑥2 का मान 13 है अतः 13 को हम योग से बाहर निकाल लेते हैं तो यह होगा 13231 और अंत में इसका मान होगा 23 और इसी प्रकार से हम लोअर इंटीग्रल सम LP f ज्ञात कर सकते हैं जो कि r1nmr द्वारा दिया जाता है हम इसी प्रकार से इसे विस्तृत कर 𝑚1𝑥1 − 𝑥0 𝑚2𝑥2 − 𝑥1 𝑚3𝑥3 − 𝑥2 प्राप्त करते हैं हमारा 𝑚1 का मान 0 है व 𝑥1 − 𝑥0 का मान13 है 𝑚2 का मान 13 है व 𝑥2 − 𝑥1 पुनः 13 है फिर 𝑚3 का मान 23 व 𝑥3 − 𝑥2 का मान 13 है तो हम 13 बाहर निकाल सकते हैं तो यह होगा 1323 अंत में इसका मान होगा 13 अतः यह लोअर इंटीग्रल सम का मान होगा अतः LP f 13 व 𝑈𝑃 𝑓 23 क्रमशःलोअर इंटीग्रल सम तथा अपर इंटीग्रल सम है जो कि हमें ज्ञात करने थे तो इस प्रकार से हम अपर इंटीग्रल सम तथा लोअर इंटीग्रल सम ज्ञात कर सकते हैं हमने बहुत बार देखा कि हमें बस दिए हुए संवर्त अंतराल का पार्टीशन करना होता है और फंक्शन के इन उप अंतरलों पर अपर बाउंड तथा लोअर बाउंड निकालने होते हैं और इन्हें सूत्र में रखना होता है तो यह मूलतः सूत्र हैं और यह आपको U P f तथा L P f प्रदान करेगा तो मैं आशा करता हूं कि आप यह उदाहरण समझ गए होंगे और आपको शायद इस तरह के उदाहरण प्र्श्नवाली या आपके असाइनमेंट के अभ्यास प्रश्न में भी मिलेंगे और उम्मीद है कि उससे आपके सिद्धांत और स्पष्ट हो जएगे तो अब जब हम LP f तथा UP f ज्ञात करने का उदाहरण कर चुके हैं एक अन्य उदाहरण लेते हैं जहां हम यह ज्ञात करेंगे कि दिया गया फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है अथवा नहीं तो हमारा उदाहरण 2 है यदि fx1 for 1 ≤ x ≤ 2 2 for 2 ≤ x ≤ 3 तो 13fdx ज्ञात करें तो सर्वप्रथम दिया गया फंक्शन 12 पर f 1 तथा 23 पर f2 है स्पष्ट है कि यह x 2 पर डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन है अब केवल एक डिस्कंटीन्यूटी के बिंदु से कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी मेरा मतलब है कि आप अभी भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात कर सकते हैं याद रखें कि हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि फंक्शन बाउंडेड है अथवा नहीं और दूसरा यदि यह मोनोटॉनिक है तो भी इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो सर्वप्रथम हमारा f 13 पर बाउंडेड है और यह मोनोटोन है और ये स्वाभाविक रूप से यहाँ मोनोटोन है अतः 12 मे यह 1 है और 23 मे यह 2 है तो स्पष्ट है कि यह एक डिस्कंटीन्यूटी के बिंदु x2 के साथ मोनोटोन फंक्शन है तो हमने जो थ्योरम और गुणधर्म पढे हैं उनके अनुसार यदि फंक्शन मोनोटॉनिक है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा तो उस थ्योरम से थ्योरम संख्या आपको देखनी होगी मैं चाहूंगा आप यहां वह संख्या लिख ले तो पिछली थ्योरम से f 13 पर रीमान इंटीग्रेबल होगा वह वाली थ्योरम देखें जिसका कथन है की मोनोटॉनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो उस थ्योरम की सहायता से हम यह कह सकते हैं की फंक्शन कम से कम रीमान इंटीग्रेबल होगा जिसका अर्थ है कि इस इंटीग्रल का मतलब हैं और यदि कोई यह इंटीग्रल ज्ञात करने को कहें तो कम से कम यह इंटीग्रल सही है सर्वप्रथम हमारा काम है कि हम देखें की फंक्शन इंटीग्रेबल है अथवा नहीं अर्थात इंटीग्रल का अस्तित्व भी है या नहीं तो क्योंकि थ्योरम से इस इंटीग्रल का अस्तित्व है हम इस इंटीग्रल का मान ज्ञात कर सकते हैं तो हम कैसे ज्ञात करें तो ज्ञात करने के लिए हम इंटीग्रल 13fdx लिखते हैं याद रहे बिंदु 2 डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है अतः हम इस इंटीग्रल को बिंदु x2 पर 2 उप इंटीग्रलस मे विभाजित कर देते हैं अतः 12fdx23fdx अब 12 मे f का मान 1 है और 23 मे f का मान 2 है तो यदि हम गणना करें तो 12dx223dx मिलेगा तो इसका मान होगा तो हल 3 होगा तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि दिया गया फंक्शन बाउंडेड तथा मोनोटॉनिक है या नहीं अथवा यह कंटिन्यूस है या नहीं ताकि हम फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने या इंटीग्रल का अस्तित्व होने की बात कर सकें और एक बार हमें यह मिलता है तो हम इंटीग्रल का मान मनचाहे तरीके से निकाल सकते हैं तो यहां हमने थ्योरम का इस्तेमाल करके एक उदाहरण किया अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं जहां दिया गया फंक्शन fxx2 for 0 ≤ x ≤ 1 x for 1 ≤ x ≤ 2 से परिभाषित है तो अब हमें 02fdx ज्ञात करना है तो हमें दिया गया फंक्शन f 01 पर 𝑥2 है और 12 पर √𝑥 है स्पष्ट है कि यह फंक्शन 02 पर कंटिन्यूस है अतः हम उस कंटिन्यूटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं की प्रत्येक कंटीन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो हम लिख सकते हैं की 𝑥2 तथा √𝑥 अपनी अपनी रेंज मे इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रेबल हैं क्योकि यह दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन हैं तो यह बिल्कुल स्वाभाविक हैं की फलन f भी कंटीन्यूअस फंक्शन हैं और यदि फंक्शन f कंटीन्यूअस है तो यह फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो f 02 पर कंटिन्यूस है तो कम से कम कंटिन्यूटी तो यहां पर है और यदि फंक्शन f 02 पर कंटिन्यूस है तो स्पष्ट रूप से यह इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल है तो हम रीमान इंटीग्रल निकालते हैं क्योंकि हमारे पास 02 मे दो फंक्शंस है हम इस अंतराल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं तो हमने सीमा अथवा अंतराल 02 को दो भागों में विभाजित किया है विभाजन के बाद यह ऐसा दिखता है कि एक पूरे इंटीग्रल को दो उप इंटीग्रल में विभाजित किया हो तो हम इसे 01x2dx 12xdx लिख सकते हैं तो हमें मिलेगा 0 से 1 मे x33 और √𝑥 के लिए होगा 1 से 2 मे 2x323 तो अब हम इनकी गणना कर सकते हैं और गणना करने के पश्यात हमें मिलेगा 1323232 23 जो कि 423 13 हुआ मतलब हम यह जो भी है इसे निकाल सकते हैं मैं यह आपके लिए छोड़ता हूं तो आप यह देख सकते हैं की फंक्शन f दो अलग फंक्शंस द्वारा दिया गया था f कंटिन्यूस है लेकिन यह दो अलग फंक्शंस द्वारा दिया गया है और हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि वह कंटिन्यूस है या नहीं यदि यह कंटिन्यूस नहीं है या एक भी डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है तो हम यह देखते हैं कि यह मोनोटॉनिक है अथवा नहीं और यदि यह मोनोटॉनिक और बाउंडेड फंक्शंस है तो यह रीमान इंटीग्रेबल है हालांकि इस उदाहरण में हम बहुत भाग्यवान रहे की दोनों फंक्शन अपने अपने अंतराल में कंटिन्यूस है और इसीलिए फंक्शन f भी कंटिन्यूस है और इसलिए यह रीमान इंटीग्रेबल है

तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि f रीमान इंटीग्रेबल है और क्योंकि f रीमान इंटीग्रेबल है और हम 02 पर इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं तो यही है जो आप गणना करके प्राप्त करते हैं और23232 23 आपका उत्तर होगा तो यह एक उदाहरण हुआ तो हम जिस पर बात करना चाहते हैं वह है डिस्कंटीन्यूटी माना कि हमारे पास एक डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है या हमारे पास दो डिस्कंटीन्यूटी बिंदु है तो फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी का क्या होगा और इसके लिए हमारे पास एक छोटी थ्योरम है जो परिमेय संख्या में बिंदुओं पर डिस्कंटीन्यूटी होने पर बात करती हैं और यदि आपके पास परिमेय संख्या में बिंदुओं पर डिस्कंटीन्यूटी है तो भी आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात कर सकते हैं तो यहां अपनी सभी प्रॉपर्टीस मे से एक बहुत छोटे रिजल्ट पर बात करते हैं रिजल्ट इस प्रकार है मैं इसे गुणधर्म के तौर पर प्रस्तुत करता हूं किसका कथन है यदि एक बाउंडेड फंक्शन है जो कि परिमित संख्या में बिंदुओं के अलावा कंटीन्यूअस है जिसका अर्थ है कि यह इन बिंदुओं पर कंटीन्यूअस नहीं है तो यह रीमान इंटीग्रेबल होगा तो यदि आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है जो की परिमित संख्या में बिंदुओं के अलावा कंटीन्यूअस है अर्थात परिमित संख्या में ऐसे बिंदु हैं जिन पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो भी दिया गया फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा थ्योरम का एक विस्तृत रूप भी है जो कि इस प्रकार से है यदि एक फंक्शन f संवर्त अंतराल ab पर बाउंडेड और उसके डिस्कंटीन्यूटी के बिंदुओं के समुच्चय में परिमित संख्या में लिमिट पॉइंट्स है तब भी f ab पर रीमान इंटीग्रेबल होगा तो इसका अर्थ यह है कि यदि संवर्त अंतराल ab पर एक बाउंडेड फंक्शन दिया गया है और बिंदुओं का समुच्चय जिन पर फंक्शन डिस्कंटीन्यू है उसमें परिमित संख्या में लिमिट पॉइंट्स है तो ऐसा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो यह एक तरह से पिछली थ्योरम का सुधरा हुआ रूप है और हम अगले व्याख्यायन में इसे उदाहरण के साथ देखेंगे कि इन दोनों थ्योरम का क्या अर्थ है और हम इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज हम यही समाप्त करेंगे और अगले व्याख्यायन में रीमान इंटीग्रेशन पर उदाहरणों से शुरू करेंगे